नमस्कार पहले सप्ताह के तीसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है अंतिम व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे कि हम NLP में क्या करते हैं NLP का उपयोग किन किन एप्लीकेशन में किया गया है और वर्तमान में इसका उपयोग किन एप्लीकेशन में किया जाता है NLP की भविष्य की कुछ संभावित संभावनाएँ क्या हैं आज इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे कि NLP कठिन क्यों है NLP के लिए एल्गोरिदम डिजाइन करते समय हम किन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और हमें NLP में विभिन्न मशीन लर्निंग तकनीकों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता क्यों है NLP में आपके सामने आने वाली समस्याओं का एक बहुत ही सरल उदहारण लेते है हम लेक्सिकल एमबीगुइटीस के मामले से शुरू करते हैं एमबीगुइटीस जैसा कि आप समझते हैं कि शब्द एक ही परन्तु जिसका अर्थ विभिन्न प्रकार का है यहाँ इस उदाहरण में मेरे पास यह वाक्य है will will will will's will तो आप यहां देख रहे हैं विल एक ही शब्द है पर इसे 5 बार उपयोग किया गया है हम यह पता लगाने की कोशिश करें कि अर्थ की विभिन्न व्याख्याएं वही हैं जिनके लिए उपयोग किया गया है will will will will's will तो पहली will के बारे में आप क्या कहते हैं पहली will एक क्रियात्मक क्रिया है जैसे की शुड कुड केन आदि दूसरा will यहाँ एक व्यक्ति का नाम होगा यह कभी कभी अंग्रेजी वाक्य से प्राप्त करना आसान होता है क्योंकि यह हमेशा कैपिटल में होता है फिर आपके पास तीसरी will है यह उसकी इच्छा व्यक्त करने के लिए वाक्य में एक क्रिया है चौथा फिर से एक व्यक्ति का नाम है जिसे आप एपोस्ट्रोफ द्वारा देख सकते हैं जो शब्द के बाद लगाया जाता है लेकिन यह एक ही will या अलग will भी हो सकती है तो फिर से एक व्यक्ति का नाम है लेकिन हम नहीं जानते कि यह एक ही will या अलग will है लेकिन जिस तरह से हम भाषा लिखते हैं और जिस तरह से हम भाषा का संचार करते हैं हम यह कह सकते हैं कि शायद यह एक दूसरा व्यक्ति है क्योंकि अगर यह उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो मैंने शायद काज का इस्तेमाल किया होगा और यह will एक संज्ञा है तो आप एक ही वाक्य में क्या कह रहे हैं इसमें will व्यक्ति करेगा या will व्यक्त करेगा या will उपयोग करेगा हम एक ही शब्द का उपयोग कम से कम चार अलग अलग अर्थों में कर रहे हैं यह उन मामलों में से एक है जो हम भाषा में देखते हैं लेकिन हम कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से जाने की कोशिश करते हैं यह एक और उदाहरण है रोज रोज टू पुट रोज रोज ओन हर रोज ऑफ़ रोजेज तो यहाँ आप समझने की कोशिश कर सकते हैं कि विभिन्न अर्थ क्या हैं जो एक ही शब्द rose के लिए जो मुझे दिए गए हैं आप पहले rose के बारे में क्या कहते हैं पहला rose व्यक्ति का नाम है यह rose की roes लगाने के लिए rose को भूत काल में एक क्रिया होना चाहिए तो वह क्या है यह एक विशेषण होगा और rose कुछ प्रकार का समुद्री भोजन है और फिर rose के roses अगला वाक्य हैं और ये आप पता लगा सकते हैं कि ये फूल हैं और यह हमारे पास rose है फिर से हम यहाँ एक ही शब्द rose देखते हैं अगर आप इसे जिस तरह से लिखा है उस तरह से देखते हैं तो औटोग्रफी के संदर्भ में एक ही शब्द rose का उपयोग एक नाम एक क्रिया एक विशेषण और एक फूल के रूप में 4 अलग अलग प्रकार से किया गया है लेकिन कुछ समय के लिए स्पीच रेकोगनाईजेसन सिस्टम के बारे में सोचने की कोशिश करें हम इस वाक्य का उच्चारण करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे ट्रांसक्रिप्ट करना होगा कि आपने उच्चारण में कौन से अलग अलग शब्द कहे हैं तो यह एमबीगुइटी होगी हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे की क्या इस rose का मतलब r o e s और r o s e है यह एक और समस्या है जिसे विभिन्न मॉडलों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में देखेंगे अब एक और उदाहरण लेते हैं Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo यह वाक्य केवल 8 बार उपयोग किए गए एक ही शब्द से बना है तो क्या आप इसके लिए निर्णय लेने का प्रयास कर सकते हैं मुझे यहां अपना संकेत देना चाहिए यहाँ buffalo शब्द 2 अर्थ 3 इंद्रियों का उपयोग कर रहा है पहला buffalo एक अमेरिका में शहर है दूसरा buffalo भैंस एक जानवर है और तीसरा buffalo वाक्य में एक क्रिया की तरह है जो बुली की तरह उपयोग किया जाता है तो अब इन तीन व्याख्याओं को देखते हुए क्या आप वाक्य के अर्थ को समझने की कोशिश कर सकते हैं आइए हम यहां विभिन्न ब्लॉकों की पहचान करने का प्रयास करते है Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo तो मैं आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि क्या इकाइयां एक साथ ठीक हैं इस वाक्य में 3 इकाइयाँ हैं तो अब व्याख्या क्या होगी तों C और A एनिमल है A और A ये 2 क्रियाएं हैं यह वाक्य की व्याख्या होगी buffaloes फ्रॉम buffalo न्यूयॉर्क जिनकी buffaloes फ्रॉम buffalo न्यूयॉर्क bully bully buffaloes फ्रॉम buffalo न्यूयॉर्क से संभवतः वह वाक्य नहीं है जिसे आप कॉर्पस में बहुत बार सामना करेंगे लेकिन यह केवल एक बिंदु को व्यक्त करने के लिए है कि भाषा में आप वास्तव में एक ही शब्द को कई अलग अलग अर्थों में उपयोग कर सकते हैं और यह एक समस्या पैदा करता है और इस समस्या को लेक्सिकल एमबीगुइटी कहा जाता है जैसे लेक्सिकोन एक ही शब्द कई अलग अलग जगह में उपयोग किया जाता है अब हम अगली समस्या पर जाते हैं या फिर एक एमबीगुइटी पर पहुंचते हैं जो एक स्ट्रक्चरल एमबीगुइटी है इसका क्या मतलब है मेरे एक ही वाक्य की अलग अलग व्याख्या हो सकती है तो हम यहाँ पहला वाक्य देखते हैं यहाँ हमने NLP का बहुत ही सामान्य उदाहरण दिया है आदमी ने लड़के को दूरबीन के साथ देखा क्या आप यह देखने की कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ एमबीगुइटी क्या है तो यह है कि क्या दूरबीन लड़के के साथ हैं या दूरबीन आदमी के साथ हैं क्या आदमी ने अपनी दूरबीन से लड़के को देखा या क्या आदमी ने उस लड़के को देखा जो दूरबीन के साथ खड़ा था तो ये एक ही वाक्य है पर दो अलग अलग व्याख्याएँ हैं आइए अन्य वाक्य देखते हैं कि यहाँ पर उड़ने वाले विमान खतरनाक हो सकते हैं क्या आप वाक्य की दो व्याख्याओं को देख सकते हैं और इनमे खतरनाक क्या है क्या विमान खतरनाक है या उड़ने वाले खतरनाक होते हैं आप देखते हैं कि उड़ते हुए विमान खतरनाक हो सकते हैं इसलिए चाहे उड़ान खतरनाक हो या एक साथ उड़ने वाले विमान खतरनाक हों ये एक ही वाक्य की दो व्याख्याएँ हैं इसी तरह आप यहाँ एक तीसरा वाक्य देख सकते हैं कमरे की दीवार में पाए गए छेद से पुलिस देख रही हैं तो अब आप वाक्य में एमबीगुइटी देख सकते हैं तो एमबीगुइटी यह है कि पुलिस छेद से देख रही या उस मामले को देख रही है या इस मामले में देख रही है कि कमरे की दीवार में छेद कैसे हुआ यह एक और समस्या है जिसका सामना हम बहुत बार भाषा के साथ करते हैं कि यह लेक्सिकल एमबीगुइटी दोनों के संदर्भ में एमबीगूएस है एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं या स्ट्रक्चरल एमबीगुइटी जहां एक ही वाक्य की कई तरीकों से व्याख्या की जा सकती है हमारे पास कुछ अन्य समस्याएं हैं जैसे भाषाएं बहुत ही अनिश्चित और अस्पष्ट हैं तो उसके उदाहरण क्या हैं यह सरल वाक्य है यहाँ बहुत गर्म है क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ अनिश्चित और अस्पष्ट क्या है इसलिए जब भी मुझे कोई शब्द दिखाई देता है यहां बहुत गर्मी होती है मैं यह नहीं बता सकता कि वहां का तापमान क्या होगा अगर मैं भारत में हूं तो मेरे लिए गर्म का मतलब 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो सकता है लेकिन अगर मैं यूके में हूं तो मेरे लिए गर्म का मतलब 25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और यह इस बात पर भी निर्भर हो सकता है कि पिछले महीने में मौसम कैसा था तो यह बहुत सारे कांटेक्स्ट पर निर्भर करता है जिससे आपको पता चलता है कि वास्तविक तापमान क्या है जो इस सरल वाक्य द्वारा व्यक्त किया गया है इसी तरह यदि आप अन्य उदाहरण देखते हैं तो एक सवाल यह है क्या आपकी माँ ने कल रात को अपनी चाची को बुलाया था और मुझे यकीन है उन्होंने उनको बुलाया होगा तो यहाँ वाक्य में अशुद्धता और अस्पष्टता क्या है इसलिए जब भी आप कहते हैं उसने ऐसा किया होगा इसका मतलब है मुझे नहीं पता है अगर मुझे पता है तो मैं कहूंगा कि उसने उनको बुलाया था लेकिन जब मैं यह कह रहा हूं तो मुझे यकीन है उन्होंने उनको बुलाया होगा इसलिए शायद मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनको बुलाया के नहीं मैं यही कहता हूं कि यह NLP का मज़ेदार हिस्सा है जो बहुत सारे मजाक बनाने में मदद करता है मेरे पास सिंबल है जो यहाँ कक्षाओं के लिए एक अच्छा मजाक है शिक्षक ने धूप का चश्मा क्यों पहना हुआ है और आप इसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि कक्षा बहुत उज्ज्वल है और आप देख सकते हैं कि उज्ज्वल का मतलब या तो कक्षा उज्ज्वल है क्यूकि सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा है या कक्षा बहुत उज्ज्वल है का अर्थ छात्र वास्तव में बुद्धिमान है एमबीगुइटी का यह विषय जारी है आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें यह एक ऐसी चीज है जिसे हम समाचारों की सुर्खियों में देखते हैं तो पहला वाक्य है अस्पतालों में 7 फुट डॉक्टरों द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है तो क्या हम यहां एमबीगुइटी देख सकते हैं सामान्य तौर पर जब आप इस वाक्य को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है संभवतः डॉक्टर 7 फुट के रूप में हैं या 7 फीट के डॉक्टर होंगे लेकिन यहा आप एक व्याख्या करना चाहते हैं लेकिन वाक्य से क्या निहित है 7 अलग अलग डॉक्टर हैं और वे सभी 4 डॉक्टर हैं यही कारण है कि 7 अलग अलग पद के डॉक्टर हैं अब अगला वाक्य लेते है स्टोलेन पेंटिंग फाउंड बाय ट्री तो क्या आप एमबीगुइटी देख सकते हैं तो ऐसा लगता है कि पेड़ को पेंटिंग मिली लेकिन इसका क्या मतलब है पेंटिंग पेड़ के पास पाई गई थी अब तीसरा उदाहरण देखते है टीचर स्ट्राइक्स आइडल किड्स जब आप वाक्य को देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है शिक्षक कुछ बच्चों पर प्रहार करता है लेकिन हेडलाइन से अर्थ है कि शिक्षक हड़ताल कर रहा है और फिर सेमीकोलन के बाद बच्चे बेकार हैं अब हम एमबीगुइटी के विषय पर एक सरल अभ्यास करते है इसलिए मैं आपको एक सरल वाक्य देता हूं मेड हर डक इस वाक्य के 10 या 10 से अधिक अर्थ हैं लेकिन इस वाक्य के कम से कम 5 अर्थ खोजने की कोशिश करें आई मेड हियर डक तो हम यह अभ्यास करते हैं आई मेड हर डक इस वाक्य के विभिन्न अर्थ क्या हो सकते हैं इसलिए हमें यह देखने की जरूरत है कि इस वाक्य में प्रत्येक शब्द की अलग अलग व्याख्याएं क्या हो सकती हैं उदाहरण के लिए मेड शब्द का अर्थ पकाना या बनाना हो सकता है तो एक व्याख्या यह हो सकती मैंने उसके लिए एक बतख पकाया है तो सरल व्याख्या में हम यह कह सकते है मैंने उसके लिए एक बतख पकाया है खाना पकाने के समान अर्थ में मैं एक अलग व्याख्या लिखने की कोशिश कर सकता हूं कि वह क्या है तो एक अर्थ यह है कि मैंने उसे बतख बना दिया है और दूसरा अर्थ मैंने एक बतख बनाई जो उसकी है मैंने उससे जुड़ा एक बतख पकाया तो वह उसकी बतख है यह नहीं हो सकता है मैंने उसके लिए खाना नहीं बनाया होगा या मैंने अपने लिए खाना बनाया होगा लेकिन मैंने उस बतख को पकाया जो उसकी है मैंने उसे बतख बनाया अब मेड का आसान मतलब बनाना है इसलिए आप आर्टिफीसियल बतख को एक खिलौने की तरह सोच सकते हैं और मैं कह सकता हूं कि मैंने आर्टिफीसियल बतख बनाया है जो निश्चित रूप से उसका मालिक है आप यहां दूसरी व्याख्या भी कर सकते हैं मैंने उसके लिए आर्टिफीसियल बतख बनाई है या उसकी बतख बनाई है हम इस व्याख्या को लेते हैं अब आप अन्य दो व्याख्याओं के बारे में क्या सोच सकते हैं तो अब बतख के दूसरे अर्थ के बारे में सोचने की कोशिश करें क्या बतख को क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है यदि आप क्रिकेट कमेंट्री सुन रहे हैं तो जब भी बल्लेबाज के सामने बाउंसर आती है तों बल्लेबाज डक हो जाता है इसका मतलब है उसके सिर के ऊपर से एक व्याख्या हो सकती है मैंने उसे अपना निचला सिर बना दिया जो दूसरी व्याख्या हो सकती है अब आप इन चारों में से किसी भी अलग व्याख्या के बारे में सोच सकते हैं जो हमने अब तक देखा है आप हैरी पॉटर मोड में जाने की कोशिश करें यह कुछ ऐसा है जैसे मैंने अपनी जादू की छड़ी लहराई और उसे बतख में परिवर्तित कर दिया हाँ यह एक संभावित व्याख्या है मैंने अपनी जादू की छड़ी को लहराया जिसने उसे एक बतख में बदल दिया आप साधारण वाक्य देखते हैं आई मेड हियर डक वाक्य से कम से कम 5 अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं इसलिए ये 5 व्याख्याएं हैं जो हमने देखीं अब उस भाषा में क्या है जो इन सभी अलग अलग व्याख्याओं को जन्म देती है तो आइए हम करीब से देखने की कोशिश करें यह एमबीगुइटी हर जगह व्याप्त है तो कैसे तो यह सिंटैक्टिक श्रेणी के बारे में है वाक्य में एक शब्द की भूमिका क्या है तो आप यहाँ बतख शब्द देखते हैं इसका मतलब संज्ञा या क्रिया हो सकता है तो क्या आप वाक्यों को यहां लेबल कर सकते हैं जहां बतख संज्ञा का उपयोग करता है तो यह संज्ञा है यह संज्ञा है यह संज्ञा है यह क्रिया है यह संज्ञा है तो ठीक है ये दो व्याख्याएं हैं जो संज्ञा या एक क्रिया हो सकती हैं तब हर के साथ एक मामला होता है her शब्द उसके लिए या तो her एक अधिकार हो सकता है या her संप्रदान कारक हो सकता है क्या आप यहां दो उदाहरण देख सकते हैं दो व्याख्याएं जो इनकी वजह से बनी थीं यह वह था जो मैंने उसके लिए किया था या यह उसके साथ संबंधित था ये भाषा में एमबीगुइटी के लिए फिर से दो व्याख्याएं हैं तो मेक का मतलब बनाने या पकाने के लिए कर सकते हैं तो यह खाना पकाने के लिए और यह बनाने के लिए था वह क्या है फिर अगर आप व्याकरण पर जाते हैं तो एक ही काम मेक या तो ट्रांसीटीव हो सकता है इसका मतलब है कि यह एक संज्ञा के साथ एक क्रिया होगी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में है या तों डाईट्रांसीटीव हो सकता है इसका मतलब है एक क्रिया जो दो अलग अलग गैर ऑब्जेक्ट या एक्शन ट्रांसीटीव इसमें एक प्रत्यक्ष वस्तु और एक क्रिया है इन 5 व्याख्याओं में आप उन्हें चिह्नित करने का प्रयास कर सकते हैं जहां मेक क्रिया ट्रांसीटीव डाईट्रांसीटीव और एक्शन ट्रांसीटीव का उपयोग करती है इसलिए यहाँ मेरे पास वही शब्द है जो एक वस्तु और एक क्रिया है मैंने उसका सिर नीचे कर दिया या मैंने उसे कुछ कर दिया तो यह एक्शन ट्रांसीटीव है तो डाईट्रांसीटीव क्या है जहाँ एक ही क्रिया की दो वस्तुएँ हैं जैसे मैंने उसके लिए एक बतख पकाया तो यह दो अलग अलग वस्तुओं के रूप में है और एकल ट्रांसीटीव क्या है मैं कर सकता था वे उससे संबंधित एक एकल वस्तु है यहाँ दो अलग अलग वस्तुएं हैं डाईट्रांसीटीव और ट्रांसीटीव है इसलिए भाषा में एक ही क्रिया इन 3 अलग अलग अस्पष्टताओं में से किसी एक का उपयोग कर सकती है और इससे मुझे 3 अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं अब मान लीजिए कि आप फोनेतिक्स पर जाते हैं इसलिए मैं यह वाक्य बोल रहा हूं आई मेड हर डक आप क्या अलग अलग व्याख्याएं सोच सकते हैं स्पीच रिकग्निशन में क्या होता है यह एक स्पिन है जिसे आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा इसलिए जब भी मैं देखता हूं आई मेड हर डक तो आप इन सभी संभावित क्षणों की बात कर सकते हैं इसलिए जैसे मैं आठ या बतख हूं मैं उसकी सहायता कर रहा हूं यह संभव है लेकिन NLP के फैसलों का सामना करने वाली समस्या कई अलग अलग संभावित व्याख्याएं हैं जो किसी दिए गए संदर्भ में चुनी जा रही हैं अब हम एमबीगुइटी से कुछ देखते हैं मेरे पास सरल वाक्य है आई सॉ द मैन ओन विथ द टेलिस्कोप और हमने पहले देखा कि इसमें दो अलग अलग पार्स हो सकते हैं तो पार्स का मतलब है कि वाक्य में विभिन्न तरीकों से शब्दों को कैसे जोड़ा जा सकता है हमारे पास पार्सेस पर एक पूरा विषय होगा हम वहां पर विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि आप अंतिम उदाहरण से कम से कम विचार देख सकते हैं अब मान लीजिए कि मैं वाक्य की लंबाई बढ़ाने की कोशिश करता हूं आई सॉ द मैन ओन द हिल विथ द टेलिस्कोप और तुरंत आपको वाक्य के 5 अलग अलग पार्सेस मिल सकते हैं यह यहीं नहीं रुकता तो मुझे यह वाक्य देना चाहिए कि आई सॉ द मैन ओन द हिल इन टेक्सास विथ द टेलिस्कोप तो अब इसमें 14 पार्सेस हैं अगर मैं कहूं कि आई सॉ द मैन ओन द हिल इन टेक्सास विथ द टेलिस्कोप एट नून तो इसमें 42 पार्सेस हैं और अगर मैं कहूं आई सॉ द मैन ओन द हिल इन टेक्सास विथ द टेलिस्कोप एट नून ओन मंडे तो इसमें 132 पार्सेस हैं और आप वास्तव में इन नंबरों से सम्बंधित को एक कैटलन नंबर बोल सकते हैं जैसा कि आप वाक्य में चरणों की संख्या में वृद्धि करते रहते हैं उसी तरह व्याख्याओं की संख्या बढ़ जाती है जिसमें वे वाक्य से जुड़े होते हैं अब भाषा अम्बिगिऔस क्यों है यह एक अच्छा सवाल हो सकता है कि भाषा अम्बिगिऔस क्यों है इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि भाषा का लक्ष्य क्या है जिसका उपयोग संचार के लिए किया जाता है इसलिए लक्ष्य परिचय या संचार भाषा विचारों को स्पष्ट रूप से संवाद करने में सक्षम होने के लिए है लेकिन मुझे कुछ प्रतिबंध लगाना है या फिर यह होना चाहिए कि मेरे पोस्ट में लिंगविस्टिक एक्सप्रेशंस कम होनी चाहिए तो पिछले उदाहरण के बारे में सोचें जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था एक ही वाक्य में 132 अलग अलग व्याख्याएं थीं अब क्या होगा अगर मुझे इन 132 अलग अलग व्याख्याओं में से प्रत्येक के लिए एक अलग वाक्य की आवश्यकता है जो भाषा की अभिव्यक्ति को वास्तव में बहुत बड़ा बना देगा और साथ ही भाषा बहुत जटिल हो जाएगी भाषा में क्या होता है कुछ प्रकार की एमबीगुइटीस की अनुमति होती है लेकिन जो एमबीगुइटी आसानी से हल करने योग्य है इसलिए आपके पास ऐसी कोई एमबीगुइटी नहीं है जिसे हल नहीं किया जा सकता है किसी प्रकार के ज्ञान से जो इंसान के पास है उससे हल करने की कोशिश करता है लेकिन NLP के मामले में हम एल्गोरिथम विकसित करके इस तरह की एमबीगुइटी को हल कर सकते है तो हाँ भाषा ज्यादातर लोगों के ज्ञान और कुछ अनुमान क्षमताओं का उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती है ताकि इन एमबीगुइटी को हल किया जा सके अब एक संक्षिप्त चर्चा के रूप में नेचुरल लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज के बीच क्या अंतर है तो एक मुख्य अंतर एमबीगुइटी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई एमबीगुइटी नहीं होती है इसलिए जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो इसका मतलब केवल एक ही होगा कि इसमें कोई भी एमबीगुइटी नहीं है लेकिन नेचुरल लैंग्वेज के मामले के यह हमेशा सही नहीं होता है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज औपचारिक हैं और उन्हें ऐसे डिजाइन किया गया की उसमे कोई भी एमबीगुइटी ना हो ताकि आप उसके लिए बहुत ही कुशल तरीके से पास हो सकें तो उन्हें हमेशा एक व्याकरण द्वारा परिभाषित किया जा सकता है यह प्रक्रिया प्रत्येक वाक्य या भाषा में प्रत्येक प्रोग्रामिंग कंसतृक्ट के लिए है जो नेचुरल लैंग्वेज के लिए सही नहीं है इसलिए आप लीनियर समय में पार्स कर सकते हैं NLP क्यों कठिन है तो यह कार्टून आपको कुछ विचार देता है कि मैं एक शब्द नहीं समझता जो युवा इन दिनों कहते हैं मैं यहां सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहा हूं जैसे की सी यू आई विल टेक्स्ट यू लेटर see you I will text you later यह वाक्य फिर मिलते हैं मैं आपको बाद में टेक्स्ट करूंगा इस तरह लिखा गया है C U I'll TXT U L8R तो अब समस्या यह समझने की है आप वास्तव में वाक्य का अर्थ कैसे निकालते हैं C U में C का मतलब मिलते हैं और U से आप और इसी तरह से अर्थ निकला गया है इसे अंग्रेजी का गैर मानक उपयोग भी कहा जाता है और यह सोशल मीडिया सभी एसएमएस और अन्य प्लेटफार्मों के उपयोग के साथ बहुत प्रचलित है आइए इस खास ट्वीट को देखते हैं तो जस्टिन बीबर हमें इस बात पर गर्व है कि आपने क्या पूरा किया है आपने हमें नेवर से नेवर सिखाया है और आपको खुद भी कभी भी हार नहीं मानी है इस वाक्य में देखें कि यह एक ट्वीट है तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं देखते हैं तो यहाँ एक उदाहरण justinbieber में उल्लेख का उपयोग है इसलिए यह उल्लेख फिर से जहाँ भी ट्वीट करने के लिए विशिष्ट है और आप हैश टैग का उपयोग कर रहे हैं neversaynever यह हैश टैग में है और क्या तो हम इस तरह से निर्माण देख रहे हैं आपके पास लिखा है जैसा कि आपके पास v e और इसे 2 के रूप में लिखा गया है इसलिए यह फिर से अंग्रेजी का गैर मानक उपयोग है जो NLP को मुश्किल बनाता है फिर कई अन्य समस्याएं हैं जैसे कि विभाजन की समस्या इसलिए मेरे पास सरल वाक्य न्यूयॉर्क न्यू हेवेन रेलमार्ग है मुझे इस वाक्य का विभाजन कहा से करना चाहिए न्यूयॉर्क न्यू हेवन को क्या मुझे इस तरह विभाजन करना चाहिए न्यूयॉर्क न्यू हेवन या न्यू यॉर्क न्यू हेवन दूसरा सही विभाजन है तो एक ही वाक्य के दो संभावित विभाजन हैं NLP के साथ समस्या यह पता लगाने के लिए होगी कि इस वाक्य को सही विभाजन क्या दिया गया है फिर भाषा में मुहावरों के मामले जैसे अन्य मामले हैं तो मुहावरों के मामले में क्या होता है आप अलग अलग शब्दों के अर्थ को देखकर और उन्हें एक साथ लिखने की कोशिश करके पृष्ठ के अर्थ का निर्माण नहीं कर सकते अगर मैं डार्क हॉर्स का मुहावरा कहता हूं तो मैं उस घोड़े का अर्थ नहीं ले सकता जो अंधेरा है और इस मुहावरे का अर्थ बनाता है डार्क हॉर्स कुछ और है इसलिए यह किसी प्रकार का मुहावरा है जो उस व्यक्ति के लिए व्यक्त किया जाता है जो अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है लेकिन वह अचानक डार्क हॉर्स बन जाता है तो वह अचानक कुछ क्षेत्र में उत्कृष्ट है इसी तरह आप इस मुहावरे को बॉल इन योर कोर्ट देखते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि गेंद आपके कोर्ट में है इसका मतलब है कि मामला आपके हाथ में है और अब आपकी बारी है इसी तरह यह मुहावरा बर्न द मिडनाइट आयल है इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आधी रात को तेल जला रहा हूं लेकिन इसका मतलब यह है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं विभिन्न नए शब्द हैं जो नए प्रयोग किए गए हैं जो सामने आ रहे हैं इसलिए उन्हें नया भी कहा जाता है एक विशेष उदाहरण हैं जो सोशल मीडिया से लिया गया हैं मेरे कुछ फेसबुक फ्रेंड हैं और मैं अनफ्रेंड हूं तो यह एक क्रिया ही बन गया है रीट्वीट रीट्वीट को क्रिया के रूप में बहुत उपयोग किया गया है इसी तरह गूगल स्काइप फ़ोटोशॉप सभी का उपयोग क्रिया और गूगलिंग के रूप में बहुत अधिक किया जाता है इसलिए यह NLP के लिए एक और समस्या पैदा करता है जो नए शब्द अलग और नए प्रयोग में आ रहे हैं इसलिए एक बंद शब्दावली नहीं है और आपकी शब्दावली बढ़ती रहती है आप शब्दों के नए अर्थ प्राप्त करते रहते हैं तो यह विशेष उदाहरण देखें - डेट्स सिक डूड That's sick dude यहाँ मैं बीमार शब्द की ओर इशारा कर रहा हूँ तो बीमार का सामान्य अर्थ क्या है जो आप देखते हैं बीमार वो है जो स्वस्थ नहीं है वह कोई है जो बीमार है लेकिन इस विशेष वाक्य में सिक डूड है बीमार का मतलब कुछ ऐसा है जो शांत है और इसका अर्थ सोशल मीडिया के साथ आ रहा है इसी तरह आप विशाल शब्द देखते हैं क्या है विशेष रूप से दानव का अर्थ है यह कि हम दानव को कुछ प्रकार के राक्षसों के रूप में देखते हैं जो हमारे पास संचयन में हैं लेकिन हाल ही में राक्षस के कुछ नए अर्थ सामने आ रहे हैं जैसे कुछ विशालकाय बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिससे आप सोच सकते हैं जायंट मेनुफेकचर और फिर एंटिटी नेम्स की एक समस्या है तो इस वाक्य को लें वेयर इस ए बग्स लाइफ प्लेइंग where is a bug's life playing आप वाक्य के अर्थ को नहीं समझ सकते हैं जब तक आपको यह पता ना होकि यह विशेष रूप से बग जीवन एक एंटिटी है और फिर आप वाक्य के अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं इसी तरह दूसरा वाक्य लेट इट बी वास रिकार्डेड है और आपको यह समझने की आवश्यकता है कि लेट इट बी यहां एकल एंटिटी है हम NLP में वह सब करने के लिए क्या करते हैं हमें भाषा का कुछ ज्ञान होना आवश्यक है कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है किस तरह के शब्द हैं आदि हमें दुनिया के बारे में ज्ञान की आवश्यकता है और हमें उस तरीके को अपनाने की आवश्यकता है जिसमें हम विभिन्न ज्ञान संसाधनों को एक कुशल तरीके से संयोजित करेंगे तो यह आम तौर पर कैसे किया जाता है अधिकांश समय हम विभिन्न प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल का उपयोग करके करते हैं यह एकल सरल उदाहरण है इसलिए मेरे पास फ्रेंच में FL जैसे शब्द हैं और अंग्रेजी में अनुवाद हो सकते हैं और उनकी कई व्याख्याएं हैं इसलिए मैं एक मॉडल का उपयोग करना चाहता हूं संभावना है कि FL घर में अधिक है और मुझे यह विशेष व्याख्या चुननी चाहिए इसी तरह अगले वाक्यों में यह स्पीच रेकोगनाईजेसन सिस्टम के लिए है जब भी मैं कह रहा हूं कि आई सॉ ए वैन तों इसकी दो व्याख्याएं हैं मैंने देखा कि मैं एक वैन या आंखें कह सकता हूं पहली व्याख्या का भाषा में होने की संभावना दूसरी व्याख्या से अधिक है हम इससे काफी हद तक निपटेंगे इसलिए कई बार हमें बहुत सारे टेक्स्ट फीचर निकालना पड़ता है जो इस काम को करता है इस व्याख्यान में हमने कठिन भाषाओं के कुछ पहलुओं को शामिल किया अगले व्याख्यान में हम कुछ बहुत ही बुनियादी एम्पिरिकल लॉज़ के बारे में बात करना शुरू करेंगे जो हम भाषा में देखते हैं और हम कुछ बुनियादी प्री प्रोसेसिंग के साथ शुरू करेंगे